इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने ऑपरेशन एम्पलीफायर के अनुप्रयोगों को देखा है और हमने फिल्टर के प्रकार भी देखे हैं तत्व के आधार पर यह निष्क्रिय या सक्रिय फिल्टर हो सकता है फिर हमने आवृत्ति के आधार पर फ़िल्टर भी देखे हैं यदि यह कम आवृत्ति को पारित करने की अनुमति देता है और यह उच्च पास को अस्वीकार करता है तो यह कम पास फिल्टर है यदि यह उच्च पास आवृत्ति को पारित करने की अनुमति देता है और यह कम पास आवृत्ति को अस्वीकार करता है तो यह उच्च पास फिल्टर है हाई पास फिल्टर का क्या मतलब है यह उच्च आवृत्ति पर संकेतों के एक निश्चित सेट को पारित करने की अनुमति देगा और यह कम आवृत्ति संकेतों को अस्वीकार करेगा आज हम चर्चा करेंगे कि हाई पास फिल्टर को कैसे डिजाइन किया जाए आज के व्याख्यान को 3 भागों में विभाजित किया गया है एक फिल्टर के बारे में है और दो रेक्टिफायर के बारे में हैं हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर के बिल्कुल विपरीत है चित्र 1 एक उच्च पास फिल्टर की आदर्श आवृत्ति प्रतिक्रिया दिखाता है एक उच्च पास फिल्टर कट ऑफ आवृत्ति से सभी आवृत्तियों को पारित करता है और कट ऑफ आवृत्ति के नीचे सभी आवृत्तियों को अवरुद्ध करता है अब हमने कम पास निष्क्रिय फ़िल्टर देखा है और यदि आपको याद है कि कम पास निष्क्रिय फ़िल्टर में एक अवरोधक और एक संधारित्र था इसलिए यदि मैं एक कम पास फिल्टर खींचता हूं तो इसमें एक अवरोधक होता है और एक संधारित्र होता था और हम संधारित्र मैदान में आउटपुट को माप रहे थे हाई पास फिल्टर में क्या होता है उच्च पास फिल्टर भी निष्क्रिय फिल्टर है यहाँ संधारित्र अवरोधक की जगह लेता है और अवरोधक कम पास सर्किट में संधारित्र का स्थान लेता है बस स्थिति इंटरचेंज करें और आप कम पास फिल्टर से उच्च पास फिल्टर प्राप्त कर सकते हैं एक साधारण निष्क्रिय उच्च पास फिल्टर श्रृंखला में एक एकल संधारित्र के साथ एक एकल प्रतिरोधक को एक साथ जोड़कर आसानी से बनाया जा सकता है चित्रा 2 इस प्रकार की फिल्टर व्यवस्था में इनपुट सिग्नल विन इनपुट सिग्नल दोनों प्रतिरोधों की श्रृंखला संयोजन पर लागू होता है और कैपेसिटर एक साथ संधारित्र के साथ श्रृंखला में संधारित्र है और आउटपुट सिग्नल को प्रतिरोधक के पार ले जाया जाता है तो इस प्रकार के फिल्टर को फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर भी कहा जाता है आपको याद है जब हम एक R और एक C का उपयोग करते हैं तो हम यह भी कहते हैं कि यह पहला ऑर्डर हाई पास या पहला ऑर्डर कम पास फिल्टर है यह पहला ऑर्डर हाई पास फिल्टर है या इसे एक पोल फिल्टर भी कहा जाता है इसमें केवल एक प्रतिक्रियाशील घटक है अर्थात सर्किट में एक संधारित्र सक्रिय उच्च पास फिल्टर के बारे में क्या जब हम सक्रिय उच्च पास फिल्टर के बारे में बात करते हैं तो हमें सक्रिय घटक का उपयोग करना पड़ता है और सक्रिय घटक हमारे Op Amp के अलावा कुछ भी नहीं है यहां हम गैर इनवर्टिंग एकता एम्पलीफायर या बफर या वोल्टेज अनुयायी का उपयोग कर रहे हैं जब हम निष्क्रिय उच्च पास फिल्टर को गैर इनवर्टिंग एकता एम्पलीफायर से जोड़ते हैं तो हमें सक्रिय उच्च पास फिल्टर मिलता है एकता लाभ एम्पलीफायर के बजाय हम इनवर्टिंग और गैर इनवर्टिंग एम्पलीफायर का भी उपयोग कर सकते हैं एक सक्रिय उच्च पास फिल्टर का मूल विद्युत संचालन ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने बराबर RC निष्क्रिय उच्च पास फिल्टर में देखा था सिवाय इसके कि सर्किट में एक परिचालन एम्पलीफायर या ऑप एम्प है इसके भीतर शामिल है फिल्टर डिजाइन प्रवर्धन और लाभ नियंत्रण प्रदान करना यहां फिर से याद रखें कि आपका सूत्र समान fc 12πRC रहता है इसलिए जब हम इस C R को श्रृंखला में नॉन इनवर्टिंग यूनिट के साथ फिर से जोड़ते हैं क्योंकि आप गैर इनवर्टिंग देखते हैं जिसे हम गैर टर्मिनल पर लागू कर रहे हैं तो एकता लाभ वोल्टेज अनुयायी एकता लाभ प्रवर्धक क्योंकि लाभ 1 AV 1 है इसलिए अपने सक्रिय उच्च पास फिल्टर को परिभाषित करना बहुत आसान है अब जब आप यहां देखते हैं तो यह आधार है ऐसा मत सोचो कि यह ग्राउंडेड नहीं है यदि हम यह नहीं दिखाते हैं कि यह ग्राउंडेड नहीं है तो यह सही नहीं है क्योंकि जब आप वोल्टेज ले रहे होते हैं तो आप वोल्टेज लगा रहे होते हैं और आप वोल्टेज को माप रहे होते हैं हमेशा ग्राउंड के संबंध में होता है अब आइए देखें कि क्या मैं निष्क्रिय आरसी फिल्टर के साथ प्रवर्धन के लिए एक गैर इनवर्टिंग एम्पलीफायर का उपयोग करता हूं तो यह प्रवर्धन के साथ मेरा सक्रिय उच्च पास फिल्टर बन जाता है कैसे प्रवर्धन क्योंकि अब मेरे पास प्रवर्धन के लिए R1 और R2 हैं लाभ के परिवर्तन के लिए आप R1 की सहायता से लाभ को बदल सकते हैं हम R2 की सहायता से लाभ प्राप्त कर सकते हैं या वास्तव में R1 और R2 के संयोजन में बदल सकते हैं अब AF फ़िल्टर का एक पास बैंड लाभ है और 1 R2 R1 के अलावा कुछ भी नहीं है क्योंकि यह नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का लाभ 1 R2 R1 होगा हम जानते हैं कि दूसरा यह AF जिसे हम जानते हैं कि अब हम इस F के बारे में बात कर रहे हैं हर्ट्ज में इनपुट सिग्नल की आवृत्ति है तब यह घटक fc हर्ट्ज में आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है हम इस विशेष सर्किट में क्या देख सकते हैं एक बात जो हमें इस विशेष सर्किट में देखनी है वह यह है कि आप जो इनपुट सिग्नल लगा रहे हैं यदि आप वोल्टेज पीक टू पीक वोल्टेज Vin और Vout पर विचार करते हैं तो वोल्टेज को बढ़ाया गया है पीक टू पीक वोल्टेज अधिक होता है जब आउटपुट वोल्टेज की बात आती है आपके पास 1 R2 R1 का प्रवर्धन है तो यह न केवल सिग्नल को बढ़ाएगा अगर यह एक उच्च मार्ग के रूप में भी काम करता है तो यह प्रवर्धन के साथ साथ एक उच्च पास फिल्टर है यदि आप एकता लाभ एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं तो यह प्रवर्धन के बिना उच्च पास फिल्टर है तो अगर आप अब अगली स्लाइड पर जाते हैं हम पिछले मॉड्यूल में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जब आप कम पास के फिल्टर के बारे में बात करते हैं तो यह Vout Vin AF से अधिक होगा हमने देखा है कि यह वही होगा और यह इससे कम होगा अब हम एक उदाहरण लेंगे R1 R2 10 किलो ओम है यदि मैं आवृत्ति को बदलता रहता हूं तो आप 100 हर्ट्ज को देखते रहेंगे 200 या 500 हर्ट्ज मेरे पास विभिन्न वोल्टेज लाभ हैं मेरे पास वोल्टेज लाभ VoVin है इसके लिए यदि मैं इसे डेसीबल के संदर्भ में लाभ के लिए बदल देता हूं तो मैं आवृत्ति बनाम डेसीबल या आवृत्ति बनाम लाभ प्राप्त कर सकता हूं यहां आप देखेंगे कि यह इस तरफ से आवृत्ति की अनुमति देता है पास बैंड यहां है और यह इस विशेष सीमा के नीचे की आवृत्ति की अनुमति नहीं देता है क्यों 3 डीबी ढूंढ निकालो इसे तो हमारे यहां स्टॉप बैंड है हमारे पास यहां पास बैंड है यह आपका सक्रिय उच्च पास फिल्टर है हमारे पास आवृत्ति है हमें लाभ है क्या हम इसे डिजाइन कर सकते हैं देखते हैं Refer Time 3010 इस PSpice मॉडल का उपयोग करते हुए उन्होंने इस विशेष प्लॉट को उत्पन्न किया है 1 किलोवाट के रूप में दी गई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और 10 नैनो फैराड के कैपेसिटर के साथ आपको क्या मिलेगा आपका पास बैंड क्या होगा स्टॉप बैंड क्या होगा आपका पास बैंड क्या होगा और स्टॉप बैंड क्या होगा तो आप देख रहे हैं कि यह पूर्वाग्रह वोल्टेज है 1 R2 R3 लाभ है कैपेसिटर फिल्टर हो जाता है इसलिए जब आप यहां सिग्नल लगाते हैं तो आप आउटपुट के पार वोल्टेज को माप सकते हैं और आप पाते हैं कि आपको इस तरह चोटी मिलती है और आपको यह पता लगाना होगा कि स्टॉप बैंड क्या है और पास बैंड क्या है तो आप PSpice का उपयोग करके समान सिमुलेशन कर सकते हैं यदि आपके पास उस विशेष सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने का प्रावधान है तो आइए देखें कि क्या मैं वास्तव में प्रयोग करना चाहता हूं और मैं क्या प्रयोग करूंगा मैं इस निष्क्रिय हाई पास फिल्टर को कनेक्ट करूंगा और इनपुट पर अलग सिग्नल को अलग सिग्नल पर लागू करूंगा जब मैं कहता हूं कि मैं बदलूंगा मैं 5V पीक टू पीक के साथ शुरू करूंगा और मैं आउटपुट का निरीक्षण करूंगा और मैं आवृत्ति को कम कर दूंगा आप देखो मैं आवृत्ति को कम करता रहूंगा इसलिए यदि आप देखते हैं कि सर्किट R दिया गया है C दिया गया है तो मैं संधारित्र के मान का उपयोग कर रहा हूँ 21 माइक्रो फराड मैं अवरोधक का उपयोग कर रहा हूँ 10 किलो ओम बराबर मैं इनपुट के रूप में 5V लगा रहा हूं और आवृत्ति के रूप में 5 किलो हर्ट्ज लगा रहा हूं इस विशेष संकेत के लिए मुझे यह देखना होगा कि Vout क्या है तो और अब मैं क्या करूंगा एक बार जब मैं वाउट का निरीक्षण करता हूं तो मैं धीरे धीरे 5 किलोहर्ट्ज़ से 50 हर्ट्ज तक आवृत्ति कम करना शुरू कर दूंगा हम अभी भी आवृत्ति कम कर रहे हैं और आवृत्ति में कमी के साथ हम या आवृत्ति के एक कदम के साथ हम इस आउटपुट वोल्टेज को देखेंगे जो बदलते रहते हैं और आप देखेंगे कि हम किस प्रकार के संकेत या किस प्रकार के संकेत का आउटपुट पर निरीक्षण करते हैं इसलिए हम इस प्रयोग को करेंगे एक चीज जो अब हम सीख चुके हैं वह यह है कि इस 5V पीक टू पीक 5 किलो हर्ट्ज को उत्पन्न करने के लिए इसके लिए हम फंक्शन जनरेटर का उपयोग कर रहे हैं Vout आउटपुट पर वोल्टेज के लिए हम ऑस्किलोस्कोप का उपयोग कर रहे हैं हम आपके डिजिटल मल्टीमीटर के साथ वोल्टेज को माप सकते हैं यह डिजिटल ऑस्किलोस्कोप है या इसे डीएसओ भी कहा जाता है हम 5 किलो हर्ट्ज से बदलते रहेंगे हम 50 हर्ट्ज तक नीचे जाएंगे और हम ऑसिलोस्कोप में आउटपुट वोल्टेज वीओ देखेंगे तो हम इस प्रयोग को देखते हैं यह आपका R अवरोधक और C कैपेसिटर है और इस RC का उपयोग करके आप अपने उच्च पास निष्क्रिय फ़िल्टर बना सकते हैं हाई पास पैसिव फिल्टर एक फिल्टर है क्योंकि आप का संधारित्र संधारित्र और अवरोधक के ग्राउंड पर है इसलिए एक इनपुट एक और एक ग्राउंड है यह टर्मिनल और प्रतिरोधक का यह टर्मिनल ये श्रृंखला में हैं एक उच्च पास निष्क्रिय फिल्टर है यही वह है जिस पर हम काम कर रहे हैं तो उसके पास यह ब्रेडबोर्ड है अब हमेशा की तरह सबसे पहले हमें यह संकेत उत्पन्न करना होगा और हमें op amp के लिए पूर्वाग्रह वोल्टेज भी लागू करना होगा बाद में अब यह एक निष्क्रिय फिल्टर है निष्क्रिय फिल्टर के लिए हमें वोल्टेज लागू करने की आवश्यकता नहीं है निष्क्रिय फिल्टर के लिए हमें पक्षपाती वोल्टेज लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि कोई सक्रिय घटक नहीं है तो हम सीधे संधारित्र को संकेत लागू कर सकते हैं और हम ऑसिलोस्कोप का उपयोग करके प्रतिरोधक के आउटपुट का निरीक्षण करेंगे इसलिए वह फंक्शन जनरेटर को संधारित्र के इनपुट से जोड़ रहा है तो आप क्या देख सकते हैं उन्होंने 5 किलोहर्ट्ज़ आवृत्ति लागू की है और आयाम 5 वी चोटी से चोटी पर है तो आप देख सकते हैं कि एक ग्राउंड है और इनपुट कैपेसिटर को दिया गया है अब हमें आउटपुट को ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट करना होगा मैं इस प्रोब को पकड़े हुआ हूं एक लंबा है एक छोटा है यह प्रोब है जो ऑस्किलोस्कोप में जुड़ता है हमारे पास लंबा प्रोब है लंबाई के संदर्भ लंबा में या छोटा है Iछोटा वाला ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है Iलंबा वाला सिग्नल के साथ जुड़ा हुआ हैI यही तो हम भी करते हैं अभी यदि आप देखते हैं जब आप ब्रेडबोर्ड पर देखते हैं तो आप क्या देख सकते हैं जहाँ भी आप देखते हैं लंबा वाला सिग्नल से जुड़ा होता है और छोटा एक ग्राउंड से जुड़ा होता है इसलिए यदि आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रोब हैं तो हमेशा एक लंबा इनपुट से जुड़ा होता है और छोटा एक प्रोब से जुड़ा होता है अब अगर हम ऑसिलोस्कोप पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हम देखते हैं हमने 5 वी पीक टू पीक लागू किया है और आउटपुट पर हम देख सकते हैं 5V पीक टू पीक अब यह 528V है तो पीला और नीला इनपुट और आउटपुट हैं और आप देख सकते हैं कि आउटपुट इनपुट का अनुसरण कर रहा है आवृत्ति 5 किलो हर्ट्ज है पीक टू पीक वोल्टेज 528V है अब जैसा कि हमने स्क्रीन पर देखा है कि हम 5 किलोहर्ट्ज़ से 50 हर्ट्ज़ में बदलने जा रहे थे तो वह धीरे धीरे बदलने जा रहा है 500 के संदर्भ में आप 1 किलोहर्ट्ज़ के संदर्भ में बदल सकते हैं तो अब 4 किलो हर्ट्ज़ 4 किलो हर्ट्ज़ है अब हम 4 किलो हर्ट्ज लगा रहे हैं आयाम समान है आइए हम आस्टसीलस्कप देखें और हम देखेंगे कि यह अभी भी निम्नलिखित है कोई समस्या नहीं है फ़िल्टर ठीक काम कर रहा है यह निष्क्रिय फ़िल्टर है और ये उच्च पास फ़िल्टर हैं तो कम पास कम आवृत्ति पास नहीं होना चाहिए अब 4 किलोहर्ट्ज़ से हम 3 किलो हर्ट्ज़ भेज रहे हैं आप देखते हैं कि वे 3 किलो हर्ट्ज़ बदल रहे हैं फिर भी यह अच्छी तरह से काम कर रहा है तो हम 2 किलो हर्ट्ज़ 1 किलो हर्ट्ज़ 1 किलो हर्त्ज़ 400 हर्ट्ज़ ओके में बदल दें हमारे द्वारा गणना की गई fc क्या है 100 हर्ट्ज 150 हर्ट्ज़ इसलिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसे हमने गणना की है लगभग 150 से 160 हर्ट्ज है इसलिए जब तक आप यह देख पाएंगे कि इनपुट और आउटपुट अच्छी तरह से काम कर रहे हैं आवृत्ति अच्छी तरह से चल रही है आप देखते हैं कि 300 हर्ट्ज को पारित करने की अनुमति है तो हम इसे कम कर सकते हैं 200 हर्ट्ज अभी भी पारित करने की अनुमति दे रहा है अब आपको पीक टू पीक वोल्टेज दिखाई देता है पीक टू पीक वोल्टेज कम हो जाता है आप देखते हैं कि पीक टू पीक 1408 V है लेकिन जहां इनपुट सिग्नल 5V है अब पीक टू पीक वोल्टेज कम होने लगता है अगर मैं 159 हर्ट्ज के लिए जाता हूं तो यह कम हो रहा है क्योंकि अब यह हमारी कट ऑफ आवृत्ति से थोड़ा नीचे है तो आप पीक टू पीक वोल्टेज का निरीक्षण करते हैं आउटपुट पर जो नीले रंग में है जो 368V है आपका इनपुट 512V है और आपकी आवृत्ति आवृत्ति 1592 हर्ट्ज है तो आउटपुट वोल्टेज 5√2 होगा और यह है कि आप आउटपुट वोल्टेज की गणना कैसे कर सकते हैं यह कट ऑफ आवृत्ति के नीचे इनपुट के संबंध में कैसे बदल जाएगा इसलिए अगर मैं अभी भी इसे कम कर रहा हूं तो आप अभी भी देख सकते हैं कि एक बदलाव है तो मैं 250 हर्ट्ज कम कर रहा हूं 50 हर्ट्ज के करीब और मैं देखता हूं कि मेरा आउटपुट वोल्टेज 1 84V हो गया है और मैं आवृत्ति को पारित नहीं कर सकता देखें कि वोल्टेज कम हो गया है यह निष्क्रिय घटकों का उपयोग कर रहा है तो यह निष्क्रिय घटक का उपयोग करके एक उच्च पास फिल्टर है हमने देखा कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के नीचे आने पर आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है तो अब देखते हैं कि क्या हम सक्रिय उच्च पास डिजाइन करना चाहते हैं हम जारी रखते हैं जहां हमने पिछले मॉड्यूल में छोड़ दिया है और निष्क्रिय घटकों का उपयोग करते हुए उच्च पास फिल्टर था और हमने देखा है कि इनपुट सिग्नल के संबंध में आउटपुट सिग्नल कैसे बदल रहा है और हम देख सकते हैं कि 159 हर्ट्ज की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए नीचे की फ्रीक्वेंसी पास नहीं हो सकती है जो कि सक्रिय हाई पास है जो हाई पास फिल्टर में आता है तो अब अगर मैं सक्रिय उच्च पास फिल्टर का उपयोग करता हूं इसका मतलब है मैं अब परिचालन प्रवर्धक का उपयोग कर रहा हूं इस विशेष मामले में अगर मैं अध्ययन करना चाहता हूं तो सक्रिय उच्च पास फिल्टर मुझे अपने सर्किट को कनेक्ट करना होगा जैसा कि आकृति 8 में दिखाया गया है इसलिए यहां सर्किट को आकृति 8 R1 10 किलो ओम R2 10 किलो ओम में दिखाया गया है इसलिए वह लाभ 1 है और C 01 माइक्रो फैराड है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम सभी जानते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 12πRC है तो अभी भी कट ऑफ आवृत्ति 15915 हर्ट्ज 160 हर्ट्ज है अब यहाँ हम क्या करेंगे देखें सब कुछ समान है सिवाय इसके कि अब हम सक्रिय घटक का उपयोग कर रहे हैं हम फिर 5 V पीक टू पीक साइन लहर को 50 हर्ट्ज से सीधे V 150 हर्ट्ज पर सीधे V1 पर लगाएंगे और धीरे धीरे 20 हर्ट्ज के चरणों में आवृत्ति बढ़ाएंगे अब हम कम आवृत्ति लागू करेंगे और हम उच्च आवृत्ति पर बढ़ते रहेंगे निष्क्रिय फिल्टर में जो हमने देखा है हमने उच्च आवृत्ति के साथ शुरू किया और हमने उस आवृत्ति को कम कर दिया जो 160 हर्ट्ज से नीचे था यहां हम विपरीत कर रहे हैं हम 50 हर्ट्ज से शुरू करते हैं हम इसे 20 हर्ट्ज़ के एक कदम पर बढ़ाते हैं या 50 या 100 हर्ट्ज़ कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम प्रयोग देखेंगे हम Vo में आउटपुट का अवलोकन करेंगे हमें आउटपुट का निरीक्षण करना होगा जो यहाँ Vo पर है और ध्यान दें कि यह पीक टू पीक मूल्य है हम यह देख सकते हैं कि कट ऑफ आवृत्ति A√2 पर और कट ऑफ के नीचे आयाम दबा हुआ है हम देखेंगे कि जब हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी fc पास करते हैं तो आउटपुट में वोल्टेज कैसे बदलता है और फ़िल्टर को बढ़ाने के लिए R2 को 100 किलो ओम से बदलें इसलिए अभी R2 और R1 देखें दोनों को 10 किलो ओम पर रखा गया है अगर मुझे लाभ बढ़ाना है तो मैं R2 को 100 किलो ओम में बदल दूंगा तो मेरा लाभ 10 10 प्लस 1 या 11 होगा यदि यह एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो यह 10 होगा सही मेरा लाभ 10 इन्वर्टिंग होगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा अब मेरा लाभ 1 है क्योंकि R2 और R1 दोनों 10 किलो ओम हैं R1 R2 10 किलो ओम तो मेरा लाभ 1 है तो हम इस प्रयोग को करते हैं और देखते हैं कि हम इस सर्किट के आउटपुट पर क्या संकेत देखते हैं तो आइए हम ब्रेडबोर्ड पर देखते हैं अब हम देख सकते हैं कि वह हमें उच्च पास सक्रिय फिल्टर का सर्किट दिखा रहा है और यहां हम संधारित्र और अवरोधक देख सकते हैं सर्किट के समान जो हमने स्क्रीन पर देखा है यहां हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग कर रहे हैं इसलिए जब हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग करना होता है तो पहली चीज जो हमें करनी होती है वह है बायसिंग वोल्टेज यह बायसिंग वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई द्वारा दी जाती है इसलिए आप देख सकते हैं कि वह डीसी बिजली की आपूर्ति को परिचालन एम्पलीफायर से जोड़ रहा है इसका मतलब है कि वह op amp में बायस वोल्टेज लगा रहा है अब एक बार जब उन्होंने पक्षपाती वोल्टेज लागू किया है तो उन्हें सक्रिय उच्च पास फिल्टर के संधारित्र को इनपुट वोल्टेज इनपुट सिग्नल लागू करना होगा तो वह इनपुट वोल्टेज लागू कर रहा है सक्रिय उच्च पास फिल्टर के कैपेसिटर पर यह संधारित्र इनवर्टिंग टर्मिनल से जुड़े प्रतिरोधों से जुड़ा हुआ है तो अब हमने जो इनपुट सिग्नल तय किया है हमें 5V और 50 हर्ट्ज लागू करने हैं और उसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट को भी ऑसिलोस्कोप से जोड़ना होगा क्योंकि हम ऑसिलोस्कोप पर आउटपुट में बदलाव को देख रहे हैं तो यदि आप 50 हर्ट्ज पर इनपुट सिग्नल देखते हैं तो आप देखते हैं कि पीला एक आपका इनपुट है और नीला एक आपका आउटपुट है आप देखते हैं कि 5 V के इनपुट के लिए आउटपुट 168 V 50 हर्ट्ज आवृत्ति है अब अगर मैं आवृत्ति को 50 हर्ट्ज से बढ़ाकर लगभग 70 हर्ट्ज तक कर दूं तब भी मेरा आउटपुट 216 है जो 5 V के बराबर नहीं है और मैं अभी भी आवृत्ति पारित नहीं कर सकता अब मैं धीरे धीरे चरणों में आवृत्ति बढ़ाता रहता हूं तो अब हम 90 हर्ट्ज पर जाते हैं और मुझे लगता है कि यह अभी भी पारित नहीं होने दे रहा है 100 पर जाएं और फिर भी मैं देख नहीं सकता कि उनकी आवृत्ति को पारित किया जा सकता है आपको लगता है कि आपको इस तरह से समझना होगा सिर्फ इस बात से नहीं कि आप इनपुट और आउटपुट की आवृत्ति को समान देख सकते हैं ऐसा नहीं है आपको पीक टू पीक वोल्टेज को देखना है पीक टू पीक वोल्टेज को देखें तो यहां आप देख सकते हैं कि पीक टू पीक वोल्टेज 288V है और इनपुट सिग्नल 512V है इसलिए आप उस दृष्टिकोण से समझते हैं अब हम 100 हर्ट्ज तक बढ़ रहे हैं हमें 120 तक बढ़ाते हैं फिर भी हम नहीं देख सकते हैं लेकिन आप देखिए अब यह 320V है 150 15360 है यह अभी भी अनुमति नहीं दे रहा है हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 15915 हर्ट्ज थी तो आइए अब हम 159 देखें या 160 हम 160 हर्ट्ज रख सकते हैं अभी भी अनुमति नहीं दे रहा है हमें थोड़ा देखने दें थोड़ा अब यह 5√ 2 है तो अभी भी हमारे पास 376V था अब भी आवृत्ति बढ़ाते हैं अब देखें हमारे पास 5√ 2 हैं इसलिए 472 V अब हम देखते हैं कि यह हमारे इनपुट सिग्नल के बहुत करीब है 5V उच्च आवृत्ति पर अब आवृत्ति बढ़ा रहा है हम देखेंगे कि यह आपके इनपुट सिग्नल का ठीक उसी प्रकार अनुसरण करता है जैसा कि आप इनपुट सिग्नल के उसी पीक टू पीक वोल्टेज का अनुसरण करते हैं जिसे आप देख सकते हैं कि यह 15 किलो हर्ट्ज से है और आप 2 किलो हर्ट्ज तक बढ़ा सकते हैं आप 25 किलो हर्ट्ज तक बढ़ जाते हैं और आप देखेंगे कि आवृत्ति को बनाए रखने के लिए आउटपुट सिग्नल को इनपुट सिग्नल का पालन करने की अनुमति देगा और इस प्रकार यह सक्रिय उच्च पास फिल्टर अच्छी तरह से काम कर रहा है तो हम क्या देखते हैं की यदि हम एक निष्क्रिय उच्च पास फिल्टर डिजाइन करना चाहते हैं या यदि हम सक्रिय उच्च पास फिल्टर डिजाइन करना चाहते हैं तो विचार बहुत सरल है कि एक निष्क्रिय उच्च पास फिल्टर में आपका सूत्र 1 2πRC है सक्रिय उच्च पास फिल्टर के लिए आपका सूत्र अभी भी 1 2πRC रहता है लेकिन यहां आपको लाभ बदलने का एक फायदा है क्योंकि यह सक्रिय उच्च पास फिल्टर है आप प्रतिरोधों R2 और R1 के मान को बदलकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं जबकि निष्क्रिय फ़िल्टर के मामले में आप लाभ नहीं बदल सकते एक और बात जो आपको यहाँ समझनी है वह यह है कि इनपुट सिग्नल को कैसे लागू किया जाए यह समझना बहुत आसान है आउटपुट सिग्नल की जांच कैसे करें और हमारे द्वारा डिज़ाइन की गई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को सिग्नल को पास करने की अनुमति नहीं होगी उच्च पास फिल्टर के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर निश्चित फिल्टर को पारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो अब प्रयोगों के इस विशेष सेट के साथ मुझे आशा है कि आप यह समझने में सक्षम हैं कि आप कैसे कम पास और उच्च पास आरसी फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं जो कि निष्क्रिय फिल्टर और कम पास और उच्च पास सक्रिय फिल्टर हैं जो आरसी और ऑप एम्प है इसके बारे में जानें सिद्धांत वर्ग से एक बार फिर से पढ़ें प्रयोग को समझें मॉड्यूल के इस विशेष सेट को पढ़ें या इसे देखें मॉड्यूल को पढ़ने के अलावा बार बार देखें तो आप समझ जाएंगे कि हम कौन सी चीजें प्रदर्शन कर रहे हैं यदि आपके पास प्रयोगशाला तक पहुंच है तो कृपया जाएं और इस प्रयोग को करें आप एक संरक्षक के साथ प्रयोग कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ प्रयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप सक्रिय हाई पास फिल्टर कैसे डिजाइन कर सकते हैं आप एक सक्रिय कम पास फिल्टर कैसे डिजाइन कर सकते हैं आप एक निष्क्रिय उच्च पास फिल्टर कैसे डिजाइन कर सकते हैं कैसे कैन एक निष्क्रिय कम पास फिल्टर है इसलिए इस विशेष प्रयोग से मुझे आशा है कि आप फ़िल्टर के आवेदन के लिए परिचालन एम्पलीफायर को कैसे लागू करें इसके बारे में कुछ और समझें और मैं आपको अगली कक्षा में फ़िल्टर के अगले सेट के साथ देखूंगा जो बैंड पास फ़िल्टर और बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर है तब तक तुम ध्यान रखना मैं तुम्हें अगली कक्षा में देखूंगा अलविदा